एनपीटीईएल एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम कोर्स ऑन लिंग भेद न्याय और कार्यस्थल सुरक्षा जेंडर जस्टिस एंड वर्कप्लेस सिक्योरिटी द्वारा प्रो दीपा दुबे राजीव गांधी बौद्धिक संपदा विधि विद्यालय IIT खड़गपुर व्याख्यान 14 लैंगिक हिंसा भीतर और बाहर नमस्कार लिंग भेद न्याय और कार्यस्थल सुरक्षा पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है संदर्भसमय को देखें 0028 अब हम इस विशेष पाठ्यक्रम के संबंध में अगला मॉड्यूल शुरू करेंगे जहाँ हम लिंग हिंसा पर ध्यान केंद्रित करेंगे संदर्भसमय को देखें 0041 पिछले व्याख्यान में हमने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर बात की है जो महिलाओं के खिलाफ लैंगिक हिंसा का भी एक रूप है लेकिन चूंकि यह रोजगार या कार्यस्थल के संदर्भ में है इसलिए हमने चर्चा की है यह महिलाओं के लिए कार्यस्थल सुरक्षा के संदर्भ में है हमने पिछले व्याख्यान में देखा कि एक कानून बन गया है जो महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देने के लिए पारित किया गया है और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए उचित उपाय किए गए हैं जो वर्तमान समय में महिलाओं के लिए विभिन्न कार्यस्थलों पर जहाँ वे कार्य कर रही हैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है यौन उत्पीड़न की तरह हिंसा के कई अन्य रूप हैं जो हमने पहले भी बोले हैं जो महिलायें सामना करती हैं इसलिए उनके साथ हमने कई घटनाओं या उदाहरणों में देखा हैं कि महिलाओं पर हमला किया जाता है क्योंकि वे रोजगार पूरा करने के बाद रात की पाली में वापस लौट रही हैं या वे अकेले एक टैक्सी में लौट रही हैं जो शायद नियोक्ता द्वारा प्रदान नहीं किया गया है और उन पर हमला किया गया है और यह या तो शारीरिक हमला करने का मामला है कभी कभी यौन हमले और हिंसा के कई अन्य रूपों का मामला होता है जो उनके अधीन हो जाते हैं इसलिए एक महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है और वर्तमान समय में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा बहुत बहुत गंभीर मुद्दा बन गया है इसलिए चाहे वह बाहर हो या चाहे वह घर पर हो या कई समस्याएं और कई स्थितियां हैं जहां वह हिंसा का शिकार हो जाती है इसलिए इस मॉड्यूल में हम लिंग हिंसा की अवधारणा को लिंग हिंसा के विभिन्न रूपों को देखने की कोशिश करेंगे और उस संदर्भ में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की समस्या और हिंसा के अन्य गंभीर रूपों जैसे बलात्कार आदि पर जाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे जो परित्यक्त हैं और महिलाओं के कारण की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनी डोमेन को समझने की कोशिश करते हैं अब जैसा कि हम समझते हैं कि समकालीन समय में लिंग आधारित हिंसा का मुद्दा महिलाओं के सामने आने वाले सबसे गंभीर मुद्दों में से एक है यह भेदभाव का सबसे खराब रूप है जो पुरुषों के साथ समानता के आधार पर अधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद लेने की महिला की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित करता है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि जब तक लिंग आधारित हिंसा है जो समाज में अस्तित्व में है यह कहीं न कहीं महिलाओं के विकास और महिलाओं के अधिकारों की प्राप्ति के लिए एक बाधा है इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि लिंग आधारित हिंसा समाज में कहीं न कहीं नियंत्रित और प्रतिबंधित हो और यह सुनिश्चित किया गया है कि इस समाज में महिलाएं अपने मौलिक स्वतंत्रता की पूर्ण प्राप्ति के साथ खुशी और सुरक्षित रूप से जीने और जीने में सक्षम हैं क्योंकि इस तरह की हिंसा में ऐसे कार्य होते हैं जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान या महिलाओं को पीड़ित करना होते हैं जिसमें इस तरह के कृत्यों की धमकियों सहित या मनमाने ढंग से स्वतंत्रता से वंचित करना शामिल है अब जब हम लिंग आधारित हिंसा की बात कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणों की बात कर रहे हैं तो हमने हिंसा की अवधारणा को समझने की कोशिश की है जैसा कि 1993 की घोषणा में परिभाषित किया गया था अब हिंसा से हमारा क्या मतलब है जो एक सचेत और जानबूझकर महिला को नुकसान पहुँचाने के लिए किया जाने वाला कृत्य है इसलिए यह एक प्रकार का ज़बरदस्ती का व्यवहार है जिसमें शारीरिक बल का उपयोग उस दूसरे व्यक्ति के खिलाफ होता है जो महिला है और यह महिला पर शारीरिक मानसिक या किसी प्रकार की चोट पहुँचाने का इरादा रखता है और हो सकता है कभी कभी महिला की मृत्यु भी हो जाती है चूंकि हम लिंग आधारित हिंसा की बात कर रहे हैं इसलिए हम महिलाओं के संदर्भ में बात कर रहे हैं हालांकि हिंसा की यह परिभाषा एक सामान्य परिभाषा से अधिक है जहां यह तब हो सकती है जब यह महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है यह लिंग आधारित हिंसा का रंग लेती है संदर्भसमय को देखें 0656 अब लिंग आधारित हिंसा के बारे में बताया गया है जो विशेष रूप से महिलाओं को लक्षित करती है जो विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ निर्देशित होती है और यह एक महिला पर नुकसान पहुंचाने के लिए बल या धमकी या उपायों का उपयोग करने का इरादा रखती है जो तथ्य है महत्वपूर्ण व्यक्ति का लिंग है और व्यक्ति के एक महिला होने के कारण उसका लिंग इस तरह के कृत्यों के अधीन है संदर्भसमय को देखें 0659 अब आम तौर पर इन लिंग आधारित हिंसा को दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है दो रूपों पर आधारित यह कहीं भी एक बार होता है जहां यह परिवार के भीतर होता है और जहां यह समुदाय के भीतर होता है चाहे वह उसके परिवार के सदस्यों के साथ एक घर की चारदीवारी में हो या वह बाहर समुदाय के भीतर समाज में एक महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है तो इसमें परिवार में महिलाओं के खिलाफ शारीरिक यौन और मनोवैज्ञानिक हिंसा शामिल हो सकती है अब यह परिवार में पत्नी की पिटाई शामिल हो सकती है इसमें महिला बच्चों का यौन शोषण शामिल हो सकता है इसमें दहेज सम्बन्धी हिंसा या महिलाओं के लिए हानिकारक अन्य पारंपरिक प्रथाएं शामिल हो सकती हैं जो शोषण करने के लिए गैर कानूनी हिंसा और हिंसा से संबंधित हैं तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने लैंगिक हिंसा और उसकी दो श्रेणियों की व्याख्या करने की कोशिश की है जो कि परिवार के सदस्यों द्वारा परिवार के सदस्यों के लिए किया गया अपराध है जहां लड़की को परिवार के सदस्यों के हाथों में गंभीर यौन शोषण का खतरा है पारिवारिक पत्नी को पति या ससुराल वालों के हाथों पीटने या शारीरिक हमले का शिकार होना पड़ सकता है जब विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में दहेज संबंधी हिंसा की बात आती है जहां दहेज की परंपरा मौजूद है या यह अन्य प्रथाएं हो सकती हैं जो हानिकारक हैं महिलाओं के लिए इसलिए परिवार के क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के एक या दूसरे रूपों की जबरदस्त संभावना है यह सच है जब यह परेबहार किए गए कृत्यों के लिए आता है और इसमें समुदाय के भीतर एक महिला के खिलाफ फिर से शारीरिक यौन और मनोवैज्ञानिक हिंसा के विभिन्न प्रकार शामिल हो सकते हैं और इसमें कार्यस्थल शिक्षण संस्थानों पर बलात्कार यौन शोषण यौन उत्पीड़न धमकी आदि शामिल हो सकते हैं महिलाओं की तस्करी वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना और सूची जारी है इसलिए लिंग हिंसा सबसे गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है जो महिलायें सामना कर रही हैं और एक चुनौती है जिसे राज्य सरकार द्वारा इसके निपटान में सभी संसाधनों के साथ संबोधित करने की आवश्यकता है संदर्भसमय को देखें 0955 इसलिए आमतौर पर साहित्य लिंग हिंसा के प्रकारों को पाँच श्रेणियों में विभाजित करता है जहाँ यह भौतिक प्रकार शारीरिक हिंसा का रूप लेता है कुछ उदाहरण हैं जो आपके सामने दिए गए हैं इसमें पिटाई शामिल हो सकता है इसमें आक्रामक देखभाल देना शामिल हो सकता है इसमें असभ्यता से संभालना शामिल हो सकता है इसलिए ये प्रकृति में भौतिक हैं कई बार परिवार में बुजुर्ग महिलाओं के मामले में या ऐसे मामलों की रिपोर्ट की गई है जिनमें परिवार में बुजुर्ग महिलाओं के साथ बुजुर्गों की रिपोर्ट की गई है जिनके बेटे और बहू या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा आक्रामक व्यवहार किया गया है इसलिए शायद उसे आवश्यक सेवाएं नहीं दी जाती हैं जिसे वह वास्तव में थप्पड़ या पिटाई हो सकती है या कई बार इस तरह कई अन्य आक्रामक रूप से महिला के साथ व्यवहार होता है इसलिए वे शारीरिक प्रकृति में अधिक हैं अगली श्रेणी या लिंग हिंसा का प्रकार जो भावनात्मक है या जो हम दूसरे समय में कह सकते हैं वह मनोवैज्ञानिक है अब कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनमें मौखिक दुर्व्यवहार अपमानजनक भाषा का उपयोग किया गया है जो अत्यधिक शत्रुतापूर्ण है अब यह वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति या अपराधी की ओर से किसी भी प्रकार के शारीरिक कार्य को शामिल नहीं करता है लेकिन केवल यह तथ्य है कि महिला को मिला हुआ व्यवहार ऐसा है कि यह महिला को मानसिक आघात या मानसिक पीड़ा का कारण बनता है और यह ऐसी स्थिति के साथ महिला को सहन करने के लिए एक तरह का दर्द और पीड़ा है इसलिए मौखिक अपमानजनक दूसरे के खिलाफ अपमानजनक भाषा का उपयोग परिवार की महिला को अलग अलग नामों से बुलाना उदाहरण हैं जहां यह भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक हिंसा का रंग लेता है अगला एक यौन है यह हिंसा का एक बहुत गंभीर रूप है जिसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे इतने गंभीर नहीं हैं वे सभी हिंसा के बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर रूप हैं हालाँकि यौन एक ऐसी स्थिति में लाता है जहाँ किसी महिला की शारीरिक अखंडता पर आक्रमण होता है यौन उत्पीड़न के माध्यम से शायद छूने टटोलने क्रूर तरीके से बलात्कार के माध्यम से उसके खिलाफ अपराध किया जा रहा है और जिससे वह न केवल शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करता है बल्कि मानसिक रूप से दुर्व्यवहार करता है लेकिन उसके पूरे यह एक दुःस्वप्न की तरह है और उच्चतम न्यायालय ने यौन हिंसा का सामना करने वाली एक महिला की ऐसी स्थितियों की बराबरी की है जो जीवित लाश के रूप में हैं इसलिए यह महिलाओं को लाश की स्थिति में बदल देता है इसलिए यह उल्लंघन का एक बहुत गंभीर रूप है स्लाइडका समय देखें 1342 हिंसा का दूसरा रूप जो यह है वह प्रकृति में आर्थिक है जहां महिला को आवश्यक आर्थिक संसाधनों या संपत्ति से वंचित किया जाता है या यहां तक कि वह उसकी धनराशि हो सकती है या उसकी संपत्ति को धोखाधड़ी से दूर किया जा सकता है या धन का दुरुपयोग हो सकता है जो उसी का है कई स्थितियों में परिवार के भीतर इस तरह के आर्थिक अभाव वगैरह अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को सीमित करके महिला को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित कर देते हैं और अंतिम स्थिति यह है कि जिसे हम उपेक्षा कहते हैं वह पूरी तरह से है किसी व्यक्ति के अस्तित्व को नहीं पहचानना और आवश्यक देखभाल प्रदान नहीं करना आवश्यक पर्यवेक्षण जो परिवार में व्यक्ति की अपेक्षा है एक अध्ययन में जिसके बारे में आप जानते हैं विकलांग महिलाओं और विकलांग बच्चों के लिए आयोजित किया गया था यह पाया गया कि अगर परिवार में एक विकलांग लड़की है तो परिवार इस तथ्य से पूरी तरह से बेखबर है कि परिवार में कोई और इंसान है तो परिवार बालिका को जीवित के रूप में भी नहीं पहचानता है मात्र न्यूनतम को छोड़कर स्वास्थ्य भोजन आवश्यक देखभाल के लिए प्रदान नहीं करता है जो इस तरह के बच्चे के लिए आवश्यक है अब यह एक ऐसी स्थिति है जिसकी उपेक्षा की जाती है इस मामले में परिवार की ओर से पूर्ण विफलता है यह केवल परिवार के एक चित्रण के रूप में है अन्य मनुष्यों की जरूरतों आवश्यकताओं को पहचानने के लिए और आवश्यक देखभाल या शायद चिकित्सा उपचार आदि के लिए प्रदान करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है इसलिए लैंगिक हिंसा जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो पांच प्रकारों में से कोई भी रूप ले सकता है या यह एक या अधिक का संयोजन हो सकता है और यह अधिक गंभीर रूपों में हो सकता है जैसे कि शारीरिक यौन या यह अधिक मातहत रूपों में अधिक हो सकता है जैसा कि शायद भावनात्मक शोषण या उपेक्षा के मामले में हो सकता है संदर्भसमय को देखें 1617 तो ये लिंग हिंसा के वे रूप हैं जो कि अपराध है अब अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में लैंगिक हिंसा को देखते हैं तो हम एक ऐसी स्थिति में आते हैं जहाँ कई प्रथाएँ हैं जो समाज में विद्यमान हैं यह कुछ ऐसा है जो वास्तव में बहुत मुश्किल है और कहते हैं कि ये उन प्रकार के अत्याचार हैं जो वहां हैं क्योंकि भारतीय समाज में उन प्रथाओं और परंपराओं का ढेर मौजूद है जो महिलाओं के लिए लक्षित हैं और जहां महिलाएं इस तरह की लिंग हिंसा का शिकार बनती हैं इस चित्र में हमने हिंसा या लिंग हिंसा के कुछ रूपों को इंगित करने की कोशिश की है जो कि अपराध है समाज में रहने वाले हम सभी एक या दूसरे रूपों में इसके बारे में जानते हैं तो यह लिंग हो सकता है यह घरेलू हिंसा हो सकती है जो घरेलू हिंसा के साथ साथ परिवार के भीतर होती है हमारे पास भारतीय समाज में दहेज की समस्या भी है यह एक बुराई है जो दशकों से और सदियों से और आज भी लोगों के लालच के कारण लोगों की बढ़ती संपत्ति के कारण प्रचलित है कहीं न कहीं दहेज की अवधारणा ने भी कई मामलों को जन्म दिया है जिसके परिणामस्वरूप कई दुर्भाग्यपूर्ण मामले हैं परिवार के भीतर युवा विवाहित महिलाओं की मृत्यु दूल्हे के परिवार में युवा विवाहित दुल्हनें क्योंकि उसे पति और ससुराल वालों के परिवार के लिए ज्यादा दहेज लाने के लिए मजबूर किया जाता है और कई बार लगातार मांगें पूरी न कर पाने के कारण उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है जो उसके खिलाफ लगाए गए हैं और परिणामी यातना जो उस पर अंकित है इसलिए मौत भी घरेलू हिंसा का रंग लेती है जो कि घर के भीतर होती है फिर कन्या भ्रूण हत्या का मुद्दा है जिसे हमने संदर्भित किया है यह अभी भी एक समस्या है जो भारत में अस्तित्व में है जहां अजन्मे बच्चे को किसी न किसी रूप में मौत के घाट उतार दिया जाता है क्योंकि वह कन्या बच्ची है और इसलिए परिवार में सबसे अनभिलाषित है एक जानबूझकर एक इच्छानुरूप कार्य है माता पिता या शायद विस्तृत परिवार की ओर से यह देखने के लिए कि अजन्मे बच्चे को मौत के घाट उतार दिया जाए अब यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इसके परिणामस्वरूप ऐसे कानून बन गए हैं जो लिंग निर्धारण की इस प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए पारित किए गए हैं जो कि अवैध है जहां तक भारत का संबंध है लेकिन इसके बावजूद भी शायद हम में से कई या हम सभी जानते हैं कि कई ऐसे अवैध क्लीनिक हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद हैं और हम अक्सर अवैध गर्भपात आदि के मामलों को देखते हैं कई बार महिला या होने वाली माँ केवल परिस्थितियों में पीड़ित होती हैं क्योंकि कहें कि परिवार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में उसकी बहुत कम भूमिका है और वह केवल इस परिवार के बड़े फ़ैसलों का पालन करने के लिए बनी है और कई बार उसे ऐसी चिकित्सीय प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए यातना भी दी जाती है ताकि यह देखा जा सके कि बच्चा पैदा नहीं हुआ है तस्करी या जिसे हम मानव तस्करी के रूप में संदर्भित करते हैं एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समस्या है यह एक समस्या है जहां नाबालिग मूल रूप से युवा लड़कियों और यहां तक कि बड़ी उम्र की महिलाओं को कई बार राज्य के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न देशों से तस्करी की जाती है और एक या दूसरे अवैध उद्देश्यों के लिए कुछ अन्य स्थानों पर ले जाया जाता है आम तौर पर जब हम उन स्थितियों का उल्लेख करते हैं जहां इन महिलाओं को वेश्यावृत्ति के व्यापार में डाल दिया जाता है और इसके बाद उनके पास एक जीवन है जहां वे हैं वे कठपुतलियों की तरह और उनकी इच्छाओं के खिलाफ दिन प्रतिदिन काम करने की आवश्यकता होती है ग्राहकों की सेवा करना जो अपनी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पैसे देते हैं और इस प्रक्रिया में उसके अधिकार उसकी गरिमा उसकी स्वतंत्रताएं सभी का बलिदान होता है इसलिए तस्करी एक बहुत बड़ी समस्या है और मैंने कहा यह एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है यह केवल भारत के लिए विशेष रूप से समस्या नहीं है चूँकि सीमाएँ काफी छिद्र पूर्ण हैं और यह नेपाल से भारत तक हो सकती है या यह भारत से कुछ अन्य देशों या या कई देश इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और इस पर अंकुश लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं लेकिन यह हर समय महिलाओं के लिए एक बहुत ही गंभीर समस्या है यौन उत्पीड़न हम पहले ही देख चुके हैं और जैसा की आप जानते हैं यह धीरे धीरे बढ़ रहा है और हम यौन उत्पीड़न के अधिक उदाहरण या बढ़ते उदाहरण पाते हैं एक पहलू जो हमने देखा है कि इस तरह के उत्पीड़न को कार्यस्थल पर समाप्त किया जा रहा है लेकिन यह कार्यस्थल के अलावा भी हो सकता है तो यह एक बस स्टैंड हो सकता है और यह एक रेलवे स्टेशन हो सकता है या यह कोई और सड़क हो सकती है जहाँ महिला चल रही है या कोई महिला यात्रा कर रही है और उस पर एक या दूसरे तरह का यौन उत्पीड़न किया जा सकता है जो कई बार हम इस प्रक्रिया में ईव टीजिंग शब्द का उपयोग करते हैं और इस तरह वह अपमानित होती है कुछ इसी तरह हमारे पास मुद्दे हैं महिलाओं से लज्जा भंग करना छेड़खानी छेड़छाड़ करना जहाँ उसे अशिष्ट व्यवहार के एक या अलग रूप मिलते रहते हैं जो कहीं न कहीं एक महिला की विनम्रता को प्रभावित करता है और अगर यह अधिक गंभीर होता है तो यह इसे बदल सकता है यह आगे चलकर गंभीर अपराध हो सकता है जो बलात्कार का अपराध हो सकता है यह अपराध भी हम बाद के व्याख्यानों में हिंसा के बहुत ही क्रूर और गंभीर रूप में देखेंगे जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है शायद सभी 2012 की घटना से अवगत हैं जिसे हम निर्भया कहते हैं जिसके परिणामस्वरूप महिला की मृत्यु हो गई पता है दिसंबर में एक रात को वह एक बस में कुछ आरोपियों द्वारा हिंसक तरीके से उल्लंघन किया गया था और इसलिए बस से बाहर फेंक दिया जिस तरह से आरोपी ने उसके शरीर को फाड़ कर उस पर हमला किया वह कुछ ऐसा था जिसने समाज के सामूहिक विवेक को झकझोर दिया इसलिए यहां हम बलात्कार के अपराध की बात कर रहे हैं जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक बहुत ही भीषण और क्रूर रूप है एक और हो सकता है सम्मान हत्याएंऑनर किलिंग जिसे हिंसा का एक रूप भी कहा जा सकता है जिसमें परिवार के सम्मान को बनाए रखने के लिए परिवार के सदस्य यह देखने का इरादा रखते हैं कि अगर किसी महिला ने कुछ किया है जो उन्हें महसूस होता है इस परिवार के सम्मान के रूप में गलत है तो फिर लड़की और कई बार दूसरे व्यक्ति लड़के को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है उसे निर्दयता से पीटा जाता है और देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां इस तरह की सम्मान हत्याएं हुई हैं इस तरह की हिंसा पुरुषों को भी लक्षित कर सकती है लेकिन मोटे तौर पर यह जहां से शुरू होती है वह महिला है और उसे परिवार के इज्ज़त के रूप में माना जाता है उसे बनाए रखने को कहा जाता है और उसके कार्य को परिवार की बदनामी लाने के रूप में लिया जाता है इसके अलावा कई अन्य उदाहरणों की बात की जा सकती है चार प्रकार की हिंसा हो सकती है इसकी बात की जा सकती है जब आप भारत आ सकते हैं तो हम उनके एसिड फेंकने की बात कर सकते हैं जो पिछले कुछ दशकों के दौरान कई संख्या में हो गए हैं और जो युवा लड़कियों ने किसी व्यक्ति की निरंतर मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है आदि स्लाइड समय देखें 2613 डाल दिया गया है आप जानते हैं इस तरह की हिंसा को उसके चेहरे और उसके शरीर पर एसिड फेंक कर और कहीं न कहीं जिसने उसे बिगाड़ दिया है और कहीं न कहीं उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तो आप जानते हैं एक या दूसरे तरीके से अक्षम होने के रूप में उसके काम करने की संभावना उसकी शिक्षा आदि की संभावना पूरी प्रक्रिया में प्रभावित होती है और इसलिए हिंसा के इन विभिन्न रूपों के प्रकाश में जो कि स्थायी है विशिष्ट विधानों का एक पूरा सेट है जो समय समय पर अधिनियमित किए गए हैं कई अन्य भी हो सकते हैं लेकिन कुछ को सूचीबद्ध करें तो अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम 1956 जो मानव तस्करी के मुद्दे पर बात करता है दहेज निषेध अधिनियम 1961 जो दहेज देने या लेने पर रोक लगाता है महिला के अभद्र प्रदर्शन का अधिनियम जो महिलाओं के प्रदर्शन को प्रतिबंधित करता है जैसा कि विज्ञापनों में होता है जैसा कि मीडिया और विभिन्न अन्य स्थानों पर होता है जहां महिलाओं को अश्लील तरीके से दिखाया जाता है सती निवारण अधिनियम का आयोग जो सती की प्राचीन प्रथा या पति के अंतिम संस्कार की चिता में जलने को संदर्भित करता है प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 लिंग निर्धारण परीक्षण वगैरह का संदर्भ देता है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं की सुरक्षा एक विशिष्ट नागरिक कानून जो महिलाओं के हितों की देखभाल करने के लिए लाया गया है और एक जो हमने पिछले व्याख्यानों में देखा है महिलाओं का यौन उत्पीड़न निषेध और निवारण अधिनियम 2013 तो इस तरह से इन विभिन्न कानूनों ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे को संबोधित करने की कोशिश की है और अगले व्याख्यान में हम घरेलू हिंसा के मुद्दे घरेलू हिंसा और किस प्रकार के उपचार और मुक्ति के मुद्दे को देखने का प्रयास करेंगे